पिछले मॉड्यूल में हमने थर्मल कंफर्ट और उसके पीछे की शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में बात की थी यह मॉड्यूल थर्मल ऐडप्टेशन थर्मल ऐडप्टेशन के सिद्धांत और इस अडैप्टिव थर्मल मॉडल और उसके अध्ययनों के पीछे क्या विचार है के बारे में बात करता है मुख्य रूप से इस मॉड्यूल में हम थर्मल कंफर्ट के शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आयाम के बारे में बात करेंगे यह थर्मल आराम का मनो शारीरिक आयाम है फिर हम थर्मल ऐडप्टेशन और उसके पीछे के कारकों के बारे में बात करेंगे हम इस बारे में बात करेंगे कि हम थर्मल ऐडप्टेशन का आकलन या माप कैसे करते हैं बहुत सारे क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं इसलिए हम इन क्षेत्र अध्ययनों के बारे में भी जानकारी लेंगे और फिर हम कुछ अडैप्टिव थर्मल मॉडल पर नज़र डालेंगे जो इमारतों के डिजाइन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं थर्मल कंफर्ट का मनोवैज्ञानिक आयाम पिछले मॉड्यूल में हमने कंफर्ट को किसी व्यक्ति के आसपास के थर्मल वातावरण के लिए एक धारणा या संतुष्टि की अभिव्यक्ति के रूप में देखा था लेकिन आज इस सत्र में हम कंफर्ट को परक्राम्य सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण के रूप में देखेंगे कंफर्ट सिर्फ शारीरिक नहीं है यह सिर्फ एक थर्मल विनियमन नहीं है लेकिन यह है कि हम थर्मल वातावरण को कैसे देखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं हम पर्यावरण के साथ निरंतर पारस्परिक क्रिया में हैं हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन इस प्रथा के साथ आराम एक परक्राम्य सामाजिक सांस्कृतिक घटना बन जाता है हम किस समाज से जुड़े हैं हम किस संस्कृति में बढ़ते हैं यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष थर्मल वातावरण से हमारी अपेक्षा क्या है हमें क्या चाहिए और हम क्या चाहते हैं और हम किसी दिए गए थर्मल वातावरण को कैसे देखते हैं यदि हम बिल्डिंग डिज़ाइन को देखते हैं तो वर्नाक्यूलर भवन शैली अधिक प्रतिक्रियाशील थी वे जलवायु के लिए प्रतिक्रियाशील थी लेकिन खाली जगह की कमी और ज्यादा जगह की मांग के कारण निर्माण के प्रकार में व्यापक परिवर्तन हुआ है यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कैसे कंफर्ट का आकलन किया जा सकता है और कैसे कंफर्ट के लिए इमारतों को डिज़ाइन किया जा सकता है पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि एक व्यक्ति का शरीर शारीरिक रूप से थर्मल वातावरण में खुद को नियंत्रित करता है उदाहरण के लिए कहें इस चार्ट में इस बिंदु से शुरू करते हैं शरीर पर मौजूद गर्मी के ठंडे भार से क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊष्मा के नियंत्रण के लिए एक शारीरिक प्रक्रिया होती है जिस वजह से हम किसी विशेष वातावरण को समझने या अनुभव करने लगते हैं यहां 3 अलग अलग चीजें हैं पहली थर्मल प्रभाव है पर्यावरण आपको कैसे प्रभावित करता है फिर हम आराम या असुविधा के बारे में बात करना शुरू करते हैं और फिर हम थर्मल वातावरण को महसूस करना शुरू करते हैं यह इसका पहला हिस्सा है अब हम क्या करते हैं थर्मल कंफर्ट से और क्या जुड़ता है यहां बहुत सारे मापदंड है जो थर्मल कंफर्ट से जुड़ रहे हैं पहला है पिछला थर्मल वातावरण उदाहरण के लिए कहते हैं आप श्रीनगर जैसी जगह से दिल्ली में काम करने जा रहे हैं गर्मियों के दौरान आप इसे पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए सहन नहीं कर सकते और अंत में तीसरे चौथे वर्ष में आप इसके आदि हो जाते हैं तो यह एक दीर्घकालिक थर्मल अनुभव है जो किसी स्थान पर अपने शरीर को समायोजित करने में आता है उसी तरह से आप एक गर्म क्षेत्र से एक ठंडे क्षेत्र में जाते हैं इस स्थिति में समायोजित होने के लिए आपको लंबा वक्त लगेगा यह दीर्घकालिक है लेकिन फिर अचानक गर्मियों में बारिश होती है पहले दिन आप खुश होते हैं दूसरे दिन भी बारिश होती है लेकिन तीसरे दिन फिर से धूप निकलने लगती है यह एक अल्पकालिक अशांति है तो आपका शरीर गर्मी के लिए आदी हो जाता है फिर अचानक बारिश होती है फिर पुन थर्मल समायोजन हो जाता है और फिर जब आप फिर से धूप प्राप्त करते हैं तो आप इसे पहले दूसरे दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लेकिन 2 से 3 दिनों के समय में आप इसके आदी हो जाते हैं यह एक अल्पकालिक समायोजन है तो यह भूतपूर्व अल्पकालिक और दीर्घकालिक थर्मल वातावरण है इसके बाद जलवायु सांस्कृतिक प्रथाएं और मानदंड आते हैं कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो हमारे पहनावों भोजन की आदतों से शुरू होती है आप जानते हैं कि विशेष रूप से मिश्रित जलवायु क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास गर्मियों सर्दियों व मानसून के दौरान भोजन की आदत का एक विशिष्ट तरीका होता है यह अच्छी तरह से अनुकूलित खान पान के तरीके हैं जलवायु सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंड के बाद आपके पास पर्यावरणीय समायोजन है जो एक व्यक्ति करता है वह सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है और वह व्यवहारिक या तकनीकी समायोजन की ओर ले जाते है तो ये चीजें पूरी तरह से वापस आती हैं पहले आपके पास थर्मल प्रभाव आराम असुविधा और संवेदन थी अब हमें एक और घटक मिलता है जिसे कहते हैं थर्मल एक्सपेक्टेशन ये थर्मल हिस्ट्री साथ ही साथ आपकी जलवायु सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंड एक साथ मिलकर थर्मल एक्सपेक्टेशन की ओर ले जाते हैं मैं इस विशेष शहर में गर्मियों की उम्मीद कर रहा हूं तो यह एक उम्मीद की ओर जाता है जिसका कथित आराम असुविधा के साथ साथ थर्मल संवेदना पर पार्श्व प्रभाव पड़ता है यह सब मिलकर सेटिस्फेक्शन नामक शब्द की ओर जाते है मैं सहज हो सकता हूं लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं संतुष्ट हूं आराम की भावना होने आराम की धारणा होने और थर्मल संतुष्टि व्यक्त करने के बीच एक छोटा सा अंतर है हम बेहतर स्पष्टता के लिए इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे फिर उदाहरण के लिए यह थर्मल प्रेफरेंस को भी प्रभावित करता है जैसा कि मैंने पहले उदाहरण में कहा था कि मैं श्रीनगर से काम करने के लिए दिल्ली जा रहा हूं इन प्रथाओं की वजह से मेरी थर्मल प्रेफरेंस कुछ है कंफर्ट के लिए लेकिन मुझे क्या लगता है और मुझे क्या अनुभव है अलग है इस वजह से थर्मल वातावरण की मेरी संतुष्टि अलग है इन चीजों के कारण मैं व्यवहारिक या तकनीकी समायोजन के लिए जाता हूं व्यवहार एक पोशाक को बदलने अपने गतिविधि के तरीके को बदलने कुछ गतिविधियों को करने या न करने खाद्य आदतों को बदलने के संदर्भ में हो सकता है यदि ये चीजें अनुमति नहीं देती हैं या आप तकनीकी समायोजन करने के लिए तैयार नहीं हैं तो साधारण बात यह है कि आप एक वातानुकूलर खरीदते हैं आप अपने कमरे को तापमान के अनुसार ढालते हैं 12 यूनिट लगाते हैं तो ऐसे तकनीकी समायोजन होता हैं जो फिर वापस आकर पर्यावरण समायोजन को प्रभावित करता है तो एक प्राकृतिक रूप से हवादार या एक मुक्त वातावरण से आप एक तकनीकी रूप से नियंत्रित यांत्रिक नियंत्रित पर्यावरण की ओर बढ़ रहे हैं यह फिर से शरीर पर आपकी गर्मी या ठंड का भार निर्धारित करता है तो यह कुल चीज एक लूप बन जाती है मुख्य रूप से इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं मैंने रंग कोड के साथ विशिष्ट समूहों को इंगित किया है उदाहरण के लिए पहला है मौसमी बदलाव गर्मी सर्दी मानसून वसंत और शरद ऋतु तक मौसम के बीच काफी भिन्नता है जो थर्मल ऐडप्टेशन को काफी प्रभावित करती है दूसरा है सूक्ष्म जलवायु उपनगरीय क्षेत्र या शहर से एक ग्रामीण क्षेत्र में जाते ही आपके पास एक अलग विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु होती है मैं आपको कुछ सबूत या दस्तावेज दिखाऊंगा जो हमने इस संबंध में बनाए थे ये पर्यावरण चर हैं फिर अगला सेट व्यक्तिगत चर है जिसमें आयु लिंग और स्वास्थ्य की स्थिति आतीं है उदाहरण के लिए क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमने पाया कि उम्र के साथ साथ लिंग के संबंध में थर्मल ऐडप्टेशन में काफी अंतर है उदाहरण के लिए बुजुर्ग लोगों ने गर्मी के दौरानगर्मी से परेशानी के बारे में शिकायत नहीं की थी लेकिन उन्हें सर्दियों के दौरान ठंड से परेशानी के बारे में अधिक शिकायत थी इसी तरह जब हम उम्र के बारे में बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण उदाहरण जो सामने आया वह था 20 से कम उम्र के लोगों का सेट उदाहरण के लिए उनके लिए कम तापमान प्राथमिकता थी उन लोगों की तुलना में जो 50 वर्ष से अधिक आयु में मध्य आयु या वृद्ध होते हैं स्वास्थ्य की स्थिति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है हम इस बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे फिर काम की प्रकृति जैसे चयापचय गतिविधि जो मेट मूल्यों को निर्धारित करता है जिनके बारे में हमने बात की थी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चयापचय गतिविधि या आपके शरीर का गर्मी उत्पादन कितना है दूसरी तरफ यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की स्थिति और जगह में हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक आईटी IT पेशेवर हैं या आप कक्षा में बैठे हुए छात्र हैं आप सीट से बंधे हुए हैं आप इधर उधर नहीं जाते हैं आपके पास वातानुकूलर या अपने पंखे को चालू या बंद करने की सुविधा नहीं है इस पर आपका व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं है जबकि आपके पास एक केबिन है इसमें आप बैठे हैं तो आपके पास अधिक नियंत्रण है लाइट पंखे खिड़कियों को खोलना या बंद करना तापमान नियंत्रण आदि बहुत सारे नियंत्रक उपलब्ध हैं इसलिए आप जो कार्य करते हैं वह कार्य स्थान वातानुकूलित है या प्राकृतिक रूप से हवादार है जिसका थर्मल ऐडप्टेशन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इसके अलावा आपके पास थर्मो अडैप्टिव अवसरों की उपलब्धता है क्या मेरे पास पंखे की गति को नियंत्रित करने की पहुंच है क्या मैं वातानुकूलर में तापमान को नियंत्रित कर सकता हूं क्या मेरे पास बेहतर वेंटिलेशन की सुविधा के लिए खिड़कियां है तो यह था अडैप्टिव अवसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति यह वह जगह है जहां डिजाइनरों की भूमिका तस्वीर में आती है उदाहरण के लिए आप एक कार्यालय की जगह के लिए एक इमारत डिज़ाइन करते हैं क्या आप अडैप्टिव अवसर प्रदान करने का ध्यान रख रहे हैं ताकि इस केबिन में बैठा यह व्यक्ति उस अवसर का उपयोग करके खुदको कुछ और घंटों के लिए आरामदायक महसूस कराए बजाय इसके कि वह एक वातानुकूलर को चालू करने का विकल्प चुने फिर हमने इन दो घटनाओं के बारे में बात की थी यह एक तरह से मनोवैज्ञानिक है जैसे अल्पकालिक थर्मल अनुभव उदाहरण के लिएएक विशेष मौसम के दौरान मौसम के अचानक परिवर्तन जैसे बारिश के मौसम में सामान्य धूप वाले दिन ग्रीष्म ऋतु में मानसून का मौसम या कुछ बारिश के दिन आपके थर्मल अनुभव को बदल देते हैं आपके शरीर को बारिश के बाद गर्मियों की स्थिति में वापस आने के लिए कुछ और दिनों की आवश्यकता होती है दीर्घकालिक थर्मल इतिहास यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बड़े होते हैं आप किसी विशेष मौसम के बारे में क्या जानते हैं हो सकता है आपका गर्मियों का मौसम आपके बड़े होने की जगह पर उतना कठोर ना हो जितना आपके काम करने की जगह या पढ़ने की जगह पर है तो काफी अंतर है या नई जलवायु के आदि होने में बहुत समय लगता है कुछ साल लगते हैं तो यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक थर्मल अनुभव थे यह एक विस्तृत सूची नहीं है लेकिन ये कुछ प्रमुख मापदंड हैं जो थर्मल ऐडप्टेशन की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं संक्षेप में मैं इसे आपकी समझ के लिए ग्राफिक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं यह कमोबेश अभी तक जो हमने पढ़ा है या हम जो आगे पढ़ेंगे उनके प्रसंगों को दिखाता है इसे यहाँ से शुरू करते हैं 3 मुख्य घटक हैं पहला बाहरी वातावरण है यह एक प्रमुख घटक है इस विशेष वातावरण की थर्मल गंभीरता आराम को प्रभावित करती है फिर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आराम या पर्यावरण को महसूस कर रहे हैं जैसा कि हमने चर्चा की थी उनकी उम्र लिंग बॉडी मास इंडेक्स उनका शारीरिक गठन आराम की धारणा को प्रभावित करती है फिर नंबर 3 पर बिल्डिंग आती है हम वास्तव में एक इमारत को कैसे डिज़ाइन करते हैं हम इसी तरह से पढ़ रहे थे हमने कहीं न कहीं पर्यावरण से मॉड्यूल शुरू किया था अब हम आराम और रहने वाले लोगो की ओर बढ़ रहे हैं आगे हम इमारत के बारे में अधिक बात करेंगे तब हम इमारत के आराम और ऊर्जा दक्षता के बारे में पढ़ेंगे पहले एक वातावरण है किस तरह से वातावरण ही प्रचंड है हमने जलवायु के बारे में बात की है अब हम इमारत में रहने वालों का शारीरिक के साथ साथ शारीरिक मनोवैज्ञानिक भाग के बारे में बात कर रहे हैं अगला यह आएगा कि इमारत कैसे आराम को प्रभावित करती है लेकिन अभी हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यें तीनों चीजें स्वयं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही हैं वे आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं और आंशिक रूप से वे एक दूसरे पर निर्भर हैं पर्यावरण एक स्वतंत्र चर है लेकिन उसमें रहने वाले पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते है यह विशेष परस्पर क्रिया कि कैसे वह पर्यावरण को महसूस करता है हम थर्मल आराम थर्मल धारणा के बारे में बात करते हैं फिर हम थर्मल इतिहास थर्मल ऐडप्टेशन के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण का उनका अनुभव अडैप्टिव थर्मल कंफर्ट को निर्धारित करता है तो अपने आप में पर्यावरण कैसा है उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है उसकी थर्मो रेगुलेटरी घटनाएँ क्या होती हैं और दीर्घावधि या अल्पावधि में वह थर्मल वातावरण के अनुकूल कैसे होता है इसलिए यह सहभागिता हमें अडैप्टिव कंफर्ट मापदंड देती है अगला भाग यह है कि पर्यावरण के साथ भवन की परस्पर क्रिया कैसे होती है हम इस अंतःक्रिया को अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन इसे संक्षिप्त रूप से देखने के लिए हम क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में बात करते हैं हमने कुछ वर्नाक्यूलर सिद्धांतों पर गौर किया था जिन्हें जलवायु के और अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है तो अधिकांश जलवायु के लिए पर्यावरण में एक थर्मल गंभीरता है हम अपनी इमारतों को डिजाइन करते हैं और यह इमारत पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है यह कमोबेश प्रतिक्रिया का एक नियत तरीका है या अंततः यह एक चक्रीय घटना है यह होता रहता है जो इस परस्पर क्रिया के विपरीत है जो संभावना पर आधारित है और अंततः यह एक परिपक्व घटना है और यह मौसम के मौसम बदलता रहता है यह दीर्घकालिक अनुमान जैसा नहीं है मैं यह नहीं कह सकता कि इस गर्मी की तुलना में मैं अगली गर्मियों में क्या अनुभव करूंगा यदि मेरे पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें किसी व्यक्ति x के पिछले 5 या 6 ग्रीष्मकाल का अनुभव है या यह कि उसका थर्मल अनुभव कैसा था तो मैं यह निश्चित रूप से सौ प्रतिशत नहीं कह सकता कि इस दिए गए तापमान के साथ अगली गर्मियों में वह आरामदायक या कष्ट जनक महसूस करेगा जबकि इमारत और पर्यावरण की आपसी प्रतिक्रिया लगभग चक्रीय है फिर आता है कि इमारत में रहने वाले लोग उसके साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं इस परस्पर क्रिया के दो आयाम हैं एक अधिक डिज़ाइन उन्मुख है कि हम उस स्थान का उपयोग कैसे करते हैं हम क्या करते हैं कैसे चारों ओर घूमते हैं यह डिज़ाइन पक्ष में अधिक आता है लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम इमारत में कैसे अडैप्टिव सुविधाओं का उपयोग करते हैं एक डिजाइनर के लिए यह इमारत में उचित अडैप्टिव तंत्र देने के लिए तंग करता है उचित अडैप्टिव तंत्र का निर्माण भवन में रहने वाले लोगों को अपने आराम के स्तर में सुधार करने की सुविधा प्रदान करेगा बजाय इसके कि वे यांत्रिक प्रणालियों के चयन करें यह एक संभाव्य आचरण है मैं खिड़की खोल सकता हूं लेकिन कितने प्रतिशत लोग इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो यह एक संभाव्य अंतःक्रियात्मक है भवन में रहने वाले लोग जो भवन का उपयोग करते है या अडैप्टिव विशेषताओं का उपयोग करता है तो आराम की धारणाएं काफी बदल जाती हैं तो ये 3 चीजें एक साथ पर्यावरण कितना गंभीर हैं कहते हैं कि आम तौर पर एक उपनगर ले इमारत गर्मी में किसी तरह से व्यवहार कर रही है फिर लोग किसी तरह से इमारत का उपयोग कर रहे हैं वे दिन में खिड़कियों को बंद कर रहे हैं और इसे रात में उचित वायु संचालन के लिए खोल रहे हैं तो यह पूरी तरह से समग्र भीतरी थर्मल परसेप्शन को निर्धारित करता है इस पूरी घटना को एक साथ जोड़ा जा सकता है और कहा जा सकता है कि व्यक्ति के लिए समग्र अडैप्टिव थर्मल कंफर्ट क्या है हमने पिछली कक्षा में इस विशेष कंफर्ट सीमा को देखा था इस आश्रय मॉडल के एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर उन्होंने गर्मियों और सर्दियों के कंफर्ट जोन को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जहां उन्होंने कहा यह विशेष सीमा इस सीमा के भीतर स्थित तापमान आर्द्रता का मेल कुछ लोगों को आराम प्रदान करेगा और हमने यह भी देखा कि दाईं या बाई और चलने से आरामदायक या कष्टदायक स्थिति कैसे प्रभावित होती है लेकिन इसे सरल बनाने के लिए अडैप्टिव मॉडल आपको कुछ इस तरह की एक आरामदायक सीमा देता है आपके पास एक्स अक्ष में बाहरी औसत वायु तापमान है यह दैनिक औसत हो सकता है या यह मासिक औसत हो सकता है यहां हमारे पास भीतरी ऑपरेटिव तापमान है और यह विशेष पट्टी कम्फर्ट जोन है मैं आपको इस बात का इतिहास देता हूं कि यह विशेष चीज कैसे विकसित होती है लेकिन वहां पहुंचने से पहले आपको यहां 4 रेखाएं दिखाई दे रही है पहली दो रेखाएं यह अंदर वाली रेखाएं इस छायांकित हिस्से को बनाती हैं यह 90 प्रतिशत स्वीकार्यता सीमा है इसलिए जब प्रचलित औसत तापमान ऐसा होता है तब यह ऑपरेटिव तापमान का सेट 90 प्रतिशत स्वीकार्यता सीमा के लिए स्वीकार्य होता है फिर अगला बड़ा वाला 80 प्रतिशत स्वीकार्य होता है या 80 लोगों द्वारा स्वीकार्य होता है एक और दिलचस्प चीज जिस पर आपको यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि आराम सीमा एक सीधी रेखा नहीं है जैसा कि आप अपने पारंपरिक मॉडल में देखते हैं हम हमेशा 245 डिग्री में प्लस या माइनस 15 या 2 डिग्री को आरामदायक मानते है लेकिन इस विशेष मॉडल का कहना है कि भीतरी ऑपरेटिव तापमान या आराम तापमान या कंफर्ट बैंड प्रचलित बाहरी हवा के तापमान के संबंध में समानुपातिक रूप से बढ़ता है उदाहरण के लिए 10 डिग्री परिवेश के तापमान पर आपके लिए जो आरामदायक है वह आपके लिए 30 डिग्री परिवेश के तापमान पर आरामदायक नहीं है जब प्रचलित औसत तापमान उदाहरण के लिए दैनिक औसत तापमान 10 डिग्री है तो आपका संभावित भीतरी ऑपरेटिव तापमान कंफर्ट इस क्षेत्र में कहीं 20 से 22 के बीच हो सकता है लेकिन तब जब प्रचलित बाहरी औसत तापमान अधिक हो जाता है उदाहरण के लिए आप 30 से 32 डिग्री के बीच कहीं गर्मी की ओर जा रहे हैं तो वही 20 से 22 डिग्री तक की सीमा में आप ठंडा महसूस करेंगे जबकि आप 28 डिग्री जैसे किसी तापमान में रहना पसंद करेंगे जहाँ आप आराम महसूस करेंगे इसी तरह सर्दियों में 28 डिग्री पर आप इसे हल्का गर्म होने के रूप में व्यक्त करेंगे ना कि गर्म लेकिन आप शायद इसे आरामदायक कहने के बजाय हल्का गर्म कहेंगे इस विशेष ग्राफ को एक अनुसंधान परियोजना 884 के एक भाग में विकसित किया गया था यह एक सार्वजनिक मानक है एक दिलचस्प और संपूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध है इस विशेष रिपोर्ट ने क्रमिक रूप से थर्मल कंफर्ट के विभिन्न घटकों का विश्लेषण किया इसने कई क्षेत्र अध्ययनों को ध्यान में रखा हम क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में अधिक बात करेंगे लेकिन बहुत सारे क्षेत्र अध्ययन में लोग दूसरे लोगों के समूह जो अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं से थर्मल परसेप्शन के बारे में पूछते हैं ना कि नियंत्रित प्रयोगशाला में यही अडैप्टिव मॉडल और मानक थर्मल कंफर्ट मॉडल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जैसा कि हमने उदाहरण के लिए कहा था फैंगर्स कम्फर्ट मॉडल या ट्रॉपिकल समर इंडेक्स मॉडल जो भारतीय मॉडल है ये मॉडल नियंत्रित प्रयोगशाला में विकसित किए गए थे जैसे कि आप प्रयोगशाला में कुछ सौ लोगों को लेकर आते हैं आप भीतरी वातावरण को नियंत्रित करते हैं जैसे आप तापमान विकिरण आर्द्रता वायु वेग को संशोधित करते हैं और इनमें से प्रत्येक संशोधन के लिए आप उन लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं लेकिन एक बड़ा अंतर जो इस कंफर्ट और उस कंफर्ट जिसे हम वास्तव में अनुभव करते हैं वह यह है कि क्षेत्र में हम तीसरे पक्ष से नियंत्रित तापमान या किसी भी पर्यावरणीय सेटिंग के लिए बाध्य नहीं हैं हम निश्चित रूप से कुछ हद तक कुछ चीजों के लिए अनुकूल हो सकते हैं और कुछ चीजें करने के लिए बाध्य भी हैं कहिए कि मैं एक कार्यालय में काम कर रहा हूं मैं ड्रेस कोड का पालन करने के लिए बाध्य हूं मैं कुछ चीजों को करने या नहीं करने के लिए बाध्य हूं लेकिन फिर भी मेरे पास थर्मल वातावरण में खुद को ढालने के लिए निश्चित मात्रा में आजादी है तो इस मामले में लोगों ने पाया कि प्रयोगशाला नियंत्रित कंफर्ट परिणाम और क्षेत्र अध्ययन में कंफर्ट के परिणाम के बीच बहुत अंतर है तो इसको केंद्रीय विषय के रूप में ध्यान में रखते हुए इस विशेष रिपोर्ट ने अलग अलग क्षेत्र अध्ययनों और क्षेत्र से पाए गए सबूतों को देखा और पाया कि प्रयोगशाला नियंत्रित कंफर्ट धारणाओं और वास्तविक कंफर्ट धारणाओं के बीच अंतर था यह पूरा डाटा बेस ऑनलाइन उपलब्ध है यदि कोई देखना चाहे तो यह अलग अलग देशों के लिए होता है खासकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए यदि आप इस डेटा में से कुछ प्राप्त करने के लिए डेटा को फिर से देखना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र महसूस करके आप RP 884 खोज सकते हैं बहुत सारे डेटा है पूरे डेटा को क्रमिक रूप से संग्रहीत किया गया है और यह मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है उन आंकड़ों को लेते हुए यह विशेष विश्लेषण किया गया था और यह एक फिट लाया गया है और लोगों ने पाया कि 90 प्रतिशत स्वीकार्य सीमा यहां कहीं है हम कुछ और उदाहरणों पर ध्यान देंगे विशिष्ट क्षेत्र अध्ययन देखेंगे और देखेंगे इन चीजों को कैसे विकसित किया जाता है आप थर्मल ऐडप्टेशन को कैसे मापते हैं अगर हम कहते हैं कि कंफर्ट को मापने के लिए बहुत सारे सूचकांक हैं जिनमें से हमने कुछ को देखा है जैसे कि फैंगर्स PMV या उदाहरण के लिए TSI के प्रभावी तापमान आप मूल रूप से थर्मोरेगुलेटरी घटना का आकलन करते हैं हमने पियर्स का 2 नोड मॉडल देखा था जहां आप शरीर के थर्मोरेग्यूलेशन घटना का अध्ययन करते हैं लेकिन जब आप थर्मल ऐडप्टेशन कहते हैं तो आप गतिशील लोगों की बात करते हैं या खुद को आरामदायक रखने के लिए वे गतिशील होते हैं वे निष्क्रिय नहीं हैं इसलिए मुख्य रूप से ये अडैप्टिव अध्ययन कंफर्ट के क्षेत्र अध्ययन में माप लेते हैं इसमें दो घटक होते हैं एक है भौतिक माप जिसके साथ व्यक्तिपरक मूल्यांकन भी होता है यह ऐसा है कि जैसे आपके पास संवेदकों का एक सेट है आप उस क्षेत्र में जाते हैं जहां आप उस स्थिति को मापते हैं जिसमें आप लोगों से पूछते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं तो हम यह कैसे पूछते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं और आप क्या मापते हैं यह आप इस खंड में देखने जा रहे हैं 3 महत्वपूर्ण पैमाने हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है ताकि थर्मल कंफर्ट का क्षेत्र अध्ययन किया जा सके आज कल इस तरह के बहुत सारे अध्ययन रिपोर्ट हो रहे हैं इसलिए यदि कोई इन अध्ययनों का संचालन करने के लिए इच्छुक है तो हमें विशेष रूप से भारत के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है क्योंकि जलवायु विविध है सांस्कृतिक विविधताएं वास्तव में बहुत ज्यादा हैं हमारे पास बहुत सारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक फर्क हैं इसलिए इन चीजों के साथ हमें बहुत सारे क्षेत्र प्रमाण चाहिए यदि कोई दिलचस्पी रखता है तो आपको 3 महत्वपूर्ण पैमानों को ध्यान में रखना होगा पहला ASHRAE पैमाना है ये सभी चीजें डबल लाइकर्ट पैमाने हैं यह 7 पॉइंट स्केल है आपके पास 0 है जो केंद्र में थर्मल न्यूट्रैलिटी है जिसके दाईं ओर आप थोड़ा ठंडा हल्का ठंडा और ठंडा माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 है यहां आपके पास प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 थोड़ा गर्म हल्का गर्म और गर्म दर्शा रहे हैं इसे आमतौर पर हम थर्मल सेंसेशन वोट कहते हैं लेकिन कुछ लेखक इसे एक्चुअल सेंसेशन वोट एएसवी के रूप में संदर्भित करते हैं एक अलग शब्दावली है लेकिन पैमाना वैसा ही रहता है आदर्श रूप से आप पूछते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं जब आपको यह प्रश्न पूछना है तो आपको उनसे यह पूछने की आवश्यकता है कि आपका थर्मल परसेप्शन क्या है या अभी आपका थर्मल सेंसेशन क्या है अगला विशेष पैमाना जो दिलचस्प है वह बेडफोर्ड पैमाना है यह संख्या बैलेंस के संदर्भ में एक जैसा दिखता है यह भी 7 अंक का स्केल है जो एक तरफ 0 माइनस 3 से शुरू होता है और प्लस 3 दूसरी तरफ लेकिन यहां छोटा सा अंतर है वास्तव में यह एक प्रमुख अंतर है जब लोग इसका जवाब देते हैं और छोटा अंतर मौखिक रूपांतरों के संदर्भ में है जो कि यहां पर रखा गया है 0 यहां न्यूट्रल है लेकिन जब आप 1 या1 जाते हैं तो आप इसे कहते हैं कंफर्टेबली कूल या कंफर्टेबली वार्म हम इसे साधारण संवेदना के पैमाने के बजाय आमतौर पर एक आराम के पैमाने के रूप में संदर्भित करते हैं यह एक थर्मल सेंसेशन पैमाने की तरह है आप थर्मल वातावरण को कैसे सेंस करते हैं लेकिन यह ऐसा है कि क्या आप इसके साथ आरामदायक महसूस कर रहे हैं मैं आपको कुछ फ़ील्ड सबूत दिखाऊंगा कि कैसे एक ही व्यक्ति का जवाब इन दो पैमानों पर अलग होता है यह आपसे पूछता है कि क्या आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं जब आप कहते हैं मुझे यह थोड़ा ठंडा लग रहा है इसका मतलब है कि वातावरण मे थोड़ी ठंडी है जब आप कहते हैं कि मैं आराम से ठंडा महसूस कर रहा हूं तो ठंड तो है लेकिन आप इसके साथ आरामदायक महसूस कर रहे हैं अगला महत्वपूर्ण पैमाना 3 पॉइंट स्केल है जिसे आमतौर पर मैकइंटायर स्केल के रूप में जाना जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको फील्ड से मिलती है बस 3 साधारण चीजों की आवश्यकता होती हैकूलर वार्मर की आवश्यकता होती है या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं थोड़ा हल्का गर्म महसूस कर रहा हूं लेकिन वह इसे आरामदायक महसूस कर सकता है या स्वीकार कर सकता है जिसका अर्थ है कि इस विशेष थर्मल वातावरण को यदि आप सेंसेशन के पैमाने पर देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह थोड़ा हल्का गर्म है और आपको इसे न्यूट्रालिटी में लाने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि लोगों को हमेशा न्यूट्रालिटी की आवश्यकता नहीं है लेकिन वे भी आराम से हल्का गर्म महसूस कर सकते हैं उदाहरण के लिए थोड़ा बढ़ा हुआ तापमान या रेडिएंट हीटिंग आपको सर्दियों में आराम से हल्का गर्म रखेगा और आप अभी भी उस विशेष थर्मल स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं एक नमूना आराम प्रश्नावली सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि बहुत सारे आयाम हैं जिसमें आप थर्मल कंफर्ट का आकलन कर सकते हैं जैसे कि आश्रय 55 थर्मल कंफर्ट मानक आपको एक परिशिष्ट देगा कि आपको कौन से मूल प्रश्न पूछने हैं कैसे पूछने हैं और क्या करना है मूल रूप से इन आराम प्रश्नावली में तिथि समय होगी और उम्र लिंग होगा आप इसे नोट करेंगे लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहाँ आपको वातावरण के मापदंड को नोट करना होगा यहाँ पर हमारे पास कमरे की लंबाई चौड़ाई और कमरे की मूलभूत विशेषताओं के बारे में है क्या खिड़कियां खुली हैं पंखा बंद या चालू हैकमरे में किस तरह का थर्मल वातावरण मौजूद है और डिजाइन विन्यास पहनावे और गतिविधि स्तर के अलावा जब मैं गतिविधि स्तर की बात कर रहा हूं यह व्यक्ति की क्षणिक गतिविधि नहीं है आपको यह भी रिकॉर्ड करना होगा कि यह व्यक्ति कम से कम पिछले 1 घंटे से क्या गतिविधि कर रहा था ताकि आपको यह पता चल सके कि किसी व्यक्ति विशेष में थर्मो रेग्यूलेशन कैसे हो रहा है इन वातावरण मानदंडों के अलावा आप कुछ प्रश्न पूछने हैं यह लघु या लंबी प्रश्नावली हो सकती है मैं आपको विस्तृत प्रश्नावली दिखा रहा हूं बुनियादी 3 पैमानों के अलावा आप उनसे यह भी पूछ सकते हैं कि वे हवा की गतिविधि के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं क्या वह समीरिक है क्या वह तूफ़ानी है नमी कितनी है वह उमस भरी है या सूखी है आप स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी पूछ सकते हैं जब आप व्यवस्थित तरीके से अधिक प्रश्न पूछते हैं तो इससे बेहतर जानकारी मिलती है और बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है दो प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं जो आमतौर पर किए जाते हैं एक है ट्रांसवर्स सर्वेक्षण जिसे कहते हैं " यहीं और अभी" आप प्रश्नावली और उपकरणों के साथ जाते हैं फिर उपकरणों की संवेदनशीलता के आधार पर आप उन्हें 5 मिनट के लिए रख देते हैं फिर उस व्यक्ति के बैठ जाने के बाद आप उसे समझाते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर पूछते हैं यह लंबा हो सकता है इसमें लगभग 5 मिनट लग सकते हैं वह आपको इनमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देगा और बताएगा कि वह पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा था वह कहां से आया है आदि और साथ ही साथ आपके उपकरण माप ले रहे हैं इस बातचीत के 10 से 15 मिनट में आपको एक व्यक्ति से विशेष उत्तरों का एक सेट मिल जाएगा यह "यहीं और अभी" प्रकार या एक ट्रांसवर्स सर्वेक्षण है यह एक डोर स्टेप सर्वे की तरह है आपको निश्चित रूप से अंदर जाना है यह ऐसा है जैसे दरवाजा खटखटाओ अंदर जाओ और सर्वेक्षण करो लेकिन एक अन्य प्रकार का सर्वेक्षण जो और भी अधिक जानकारीपूर्ण है लोंगिट्यूडनल सर्वेक्षण है जहाँ आप एक ही व्यक्ति से कुछ प्रश्नों का सेट कई बार पूछते हैं 1 दिन में तीन चार बार पूछ सकते हैं या यह सर्वेक्षण पूरे मौसम चल सकता है वह प्रतिदिन इसका उत्तर दे सकता है वह पूरे साल एक दिन में तीन बार उत्तर दे सकता है जैसा भी आप का प्रावधान हो आपका डेटा अधिक स्थिर और अधिक जानकारीपूर्ण होगा लेकिन एक छोटी सी बाधा यह है कि आप एक ही व्यक्ति से बार बार वही सारे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए और माप वाले मापदंडों की संख्या को भी सीमित करना पड़ सकता है क्योंकि अगर आपको प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट उपकरणों को स्थापित करना होगा तो यह वास्तव में एक महंगा मामला हो सकता है यह उपकरणों का विशिष्ट सेट है इससे पहले कि हम उपकरणों के बारे में बात करें सर्वेक्षण के 3 वर्ग हैं सर्वेक्षण के तीन स्तर हैं तीसरे स्तर में आपके पास न्यूनतम उपकरण हैं आप तापमान आर्द्रता को मापते हैं और शायद वायु वेग भी फिर उपकरणों की संवेदनशीलता भिन्न होती है मैं आपको इस बारे में एक बहुत ही बुनियादी जानकारी दे रहा हूं कहते हैं कि आपके पास तापमान आर्द्रता है और आप हवा के वेग को माप रहे हैं आप व्यक्ति से थर्मल वातावरण के बारे में कुछ सवाल भी पूछते हैं इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता है लेकिन फिर भी आप कुछ मात्रा में डेटा प्राप्त कर पाते हैं लेकिन डेटा की सटीकता काफी भिन्न होती है जैसे ही आप दूसरे स्तर पर जाते हैं आपको कम से कम 4 पर्यावरणीय मापदंडों का माप लेना होगा जैसे तापमान आर्द्रता हवा का वेग और साथ ही विकिरण ग्लोब तापमान के संदर्भ में आपको माप लेना होगा चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इंसुलेशन के अलावा इसके बाद पहले स्तर का सर्वेक्षण आता है जहां तापमानआर्द्रता और साथ ही तापीय वातावरण 3 अलग अलग स्तरों पर दर्ज किए जाते हैं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उसके पैर के स्तर कमर के स्तर के साथ साथ उसके सिर के स्तर पर माप लेते हैं खड़े व्यक्ति के लिए भी यही तरीका है इसके अलावा कुछ अवधि के लिए निरंतर रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है तो आप एक विशेष अवधि के लिए आसपास के थर्मल वातावरण को मापते हैं यह एक क्षणिक सर्वेक्षण की तरह नहीं है तो 3 स्तर हैं बेशक पहला स्तर आपको अधिक मानक और स्थिर जानकारी देता है लेकिन अंततः यह महंगा है उदाहरण के लिए यह एक बहुत छोटा उपकरण है जिसका उपयोग हम तापमान आर्द्रता और ग्लोब तापमान को मापने के लिए करते हैं जिसमें एक गर्म तार एनेमोमीटर है जो हवा के वेग को मापता है हॉट वायर एनेमोमीटर में भीतरी मापों के लिए बेहतर संवेदनशीलता है यह आपको वेन एनेमोमीटर की तुलना में बहुत बेहतर परिणाम देता है यह एक आराम मीटर है जो सीधे फैंगर के अनुमानित औसत वोट को मापता है मैं इस उपकरण के निर्माण के बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके बाद के संस्करण उपलब्ध हैं यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है अगर आप चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इन्सुलेशन सेट कर दे तो यह आपको सीधे 3 से 3 देता है यह एक बहुत बढ़िया उपकरण है जो पिछले 30 सालों से खबरों में है इसे अभी भी संशोधित किया जा रहा है इसके अलावा यदि आपको पहले स्तर का सर्वेक्षण करना है तो आपके पास इस उपकरण के कम से कम दो सेट होने चाहिए जिससे आप दो भिन्न स्तरों पर माप सकते हैं आप तापमान आर्द्रता वायु के वेग को माप सकते हैं फिर रेडिएंट एसिमेट्री ग्लोब तापमान कम से कम दो अलग अलग ऊंचाइयों पर माप सकते हैं साथ ही आपको एक डेटा लोगर चाहिए जो लगातार विशिष्ट आवृत्तियों पर रिकॉर्डिंग करने के काम आए मैं आपको कुछ परिणाम दिखाऊंगा ताकि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसे समझ पाएं हमने एक हल्के गर्म आर्द्र जलवायु स्थिति में लोगों के एक सेट के लिए एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन या अडैप्टिव कंफर्ट सर्वेक्षण किया मैं आपको कुछ परिणाम दिखाने जा रहा हूं और उन्हें अपनी की हुई बातचीत से संबंधित करूंगा हमने लगभग 300 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया था लगभग 330 लोगों का सर्वेक्षण किया था हमने ट्रांसवर्स सर्वेक्षण और लोंगिट्यूडनल सर्वेक्षण किए समग्र डेटा सेट लगभग 1500 के आसपास था क्योंकि 100 लोगों पर लोंगिट्यूडनल सर्वेक्षण किया था जो लगातार सर्दियों व गर्मियों के दौरान विशिष्ट अवधि के लिए उत्तर दे रहे थे तो डेटा सेट लगभग 1500 के आसपास था यहां आप जो देख रहे हैं वह है भीतरी ग्लोब तापमान और जो आप यहां देख रहे हैं वह थर्मल सेंसेशन वोट है यह 3 पैमाने में से पहला है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था यह आश्रय स्केल है थर्मल सेंसेशन स्केल लोग इस बात पर जवाब दे रहे थे कि वे वास्तव में थर्मल वातावरण को कैसे महसूस करते हैं 25 डिग्री से 40 डिग्री तक भीतरी ग्लोब तापमान का माप लिया गया और यह लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है 2 3 दिलचस्प बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए जब भी आप अडैप्टिव कंफर्ट सर्वेक्षण करते हैं तो देखें कि आपको क्या मिलेगा आप इस तरह का एक ग्राफ प्राप्त करेंगे जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा इसका मतलब है कि 36 डिग्री के तापमान पर आपके वाई अक्ष के साथ बिंदुओं का सेट है यह निश्चित रूप से नीचे नहीं आता है जिसका अर्थ है कि यह थोड़ा ठंडा हल्का ठंडा और बहुत ठंडा है और यह गर्मी की तरफ है आपको इस तापमान पर ठंडी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती हैं 36 डिग्री कोई भी मुझे यह नहीं बोलेगा कि मैं थोड़ा ठंडा महसूस कर रहा हूं जिसका अर्थ है कि माप में एक गड़बड़ी है लेकिन फिर भी हमने पाया कि ऐसे लोग भी थे जो इस तापमान में थर्मल रूप से न्यूट्रल है मैं आपको बताऊंगा कि ये उत्तर किन लोगों ने दिए फिर ऐसे लोगों का एक समूह था जो एक और दो के बीच कहीं प्रतिक्रिया दे रहे थे और 2 और 3 के बीच लोगों की एक अच्छी मात्रा का जवाब था तापमान के बढ़ने पर ऊपर की तरफ आप निश्चित रूप से अधिक डेटा प्राप्त करते हैं जबकि यदि आप 26 डिग्री की तरह का तापमान देखते हैं तब भी आपके पास कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं थर्मली न्यूट्रल हूं लेकिन फिर भी आपको अधिक संख्या में वोट ठंड की तरफ आ रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि यह एक गर्म और आर्द्र क्षेत्र है यह चेन्नई में दर्ज किया गया था जहां सर्दियां उतनी प्रमुख नहीं होती हैं जैसे ही यह 25 डिग्री से कम हो जाता है लोग कहने लगते हैं कि यह एक ठंडी स्थिति है इसके विपरीत यदि आप एक ठंडी जलवायु या एक मिश्रित क्षेत्र में जाते हैं जहां आप 25 26 डिग्री के आदि होते हैं क्योंकि उन जगहों पर आपका तापमान 5 से 6 डिग्री तक चला जाता है तो 25 डिग्री आरामदायक है आप आगे और कम तापमान प्राप्त कर सकते हैं आपको यह प्रतिक्रिया मिल सकती है आपको यह प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी एक विशेष बात जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यह फैलाव हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होगा एक सामाजिक सांस्कृतिक समूह के लिए विशिष्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इस विशेष प्रतिक्रिया पर वापस आते है कुछ लोगों ने जवाब दिया था कि वे न्यूट्रल महसूस कर रहे थे वे इसके साथ सहज थे यह वास्तव में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोगों के एक समूह के अनुरूप है जिसे समाज कहते हैं हमने मछुआरों के एक समूह से प्रतिक्रिया ली थी ज़ाहिर है यह एक भीतरी माप था न कि बाहरी माप मछुआरों की बस्ती मैं हमने माप लिए फिर हमने एचआईजी घरों में माप लिए जहां लोग पहले से ही न्यूनतम दो वातानुकूलर उपयोग कर रहे हैं और उनकी थर्मल प्रतिक्रियाओं को भी मापा तो यह कुल प्रतिक्रिया है तो आपके पास चौड़ा फैलाव है इसी तरह की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप एक वक्र फिट करते हैं तो यह एक सरल रैखिक फिट होती है यह 0 का थर्मल सेंसेशन वोट 29 डिग्री पर पार करती है जिसका अर्थ है कि इन कुल लोगों के लिए थर्मल न्यूट्रालिटी लगभग 29 डिग्री पर है यदि आप 05 या 05 या 90 प्रतिशत स्वीकार्यता कहते हैं तो उनकी सीमा 27 से 305 के बीच होगी तो यह वह सीमा होगी जो थर्मल सेंसिटिव वोट के साथ जाने पर थर्मल रूप से स्वीकार्य है ट्रॉपिकल समर इंडेक्स के साथ एक समान मूल्यांकन किया गया था क्योंकि यह केवल ग्लोब तापमान पर प्रतिक्रिया है यदि आप आर्द्रता और वायु वेग शामिल करते हैं तो आप टीएसआई के साथ भी वैसा ही काम कर सकते हैं यह तीसरा पैमाना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था मैकइंटायर स्केल आप उनसे पूछते है कि क्या आप वार्मर वातावरण स्वीकार कर सकते हैं या आपको कूलर वातावरण की आवश्यकता है यहां आपके पास ट्रॉपिकल समर इंडेक्स है और यहां प्रतिशत लोग हैं यह एक लॉजिट विश्लेषण है आप यहां हरी रेखा को देखते हैं यह उन लोगों को दर्शाती है जो कहते हैं मैं स्वीकार कर सकता हूं जैसे ही टीएसआई बढ़ता है "मैं स्वीकार कर सकता हूं" कहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत कम हो जाता है और " मुझे ठंडा वातावरण चाहिए" कहने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत में इजाफा होता है और गर्म वातावरण चाहने वाले लोगों संख्या के प्रतिशत में भी गिरावट होती है हम रिकॉर्डिंग के ठंडे पक्ष पर ज्यादा नहीं गए तो यह विशेष रेखीय फिट वास्तव में अच्छी तरह से नहीं आई क्योंकि अधिकांश इसे गर्म में लिया गया था कोई यह कहने वाला नहीं है कि उसे गर्म वातावरण की आवश्यकता है अगर हमने दूसरी तरफ यह सर्वेक्षण किया होता कहते हैं कि 0 से 25 डिग्री में किया होता तो यह रेखा बहुत अच्छे से फिट होती इस संकेत को लेते हुए अगर आप देखते हैं कि ठंडा चाहने वालों और गर्म चाहने वालों की रेखा यहां मिलती है तो यह लोगों की थर्मल प्राथमिकता है पिछली स्लाइड पर वापस आते हैं वास्तव में वे कह रहे थे कि वे 29 डिग्री पर थर्मो न्यूट्रल महसूस कर रहे हैं जबकि जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या वे इसे बस स्वीकार कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो यह 27 डिग्री के आसपास आता है जो कहता है कि 27 डिग्री थर्मल प्रेफरेंस है लेकिन सेंसेशन के हिसाब से वे 29 डिग्री के साथ हैं ये 2 डिग्री का अंतर शायद लोगों को अधिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम या अधिक ठंडे वातावरण को अपनाने के लिए प्रेरित करता है सूक्ष्म जलवायु जैसे अन्य मापदंड भी हैं लेकिन इसके विवरण को देखने के लिए इसके आधार पर आपके पास बहुत प्रकाशन है जिनसे आप संदर्भ ले सकते हैं लेकिन बस आपको एक सरल उदाहरण देने के लिए दो अलग अलग आवासीय कॉलोनियों को लेते हैं यह वहां की सूक्ष्म जलवायु रिकॉर्डिंग है औसत तापमान आद्रता और परिवेश के शोर का स्तर मैंने शोर स्तर रखा है क्योंकि एक कॉलोनी प्रमुख यातायात चौराहे पर थी लोग अपनी बालकनियों या खिड़कियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वहां बहुत शोर था और साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी बहुत अधिक था दूसरी कॉलोनी शांत वातावरण में थी तापमान में भी काफी अंतर था विशेष कर इसमें गर्मियों के दौरान अधिकतम तापमान 40 तक हो गया जबकि यहाँ यह लगभग 37 38 था एक ही दिन में यह डाटा दोनों स्थानों के मौसम विभाग स्टेशनों से लिया गया था नमी के स्तर भी अलग अलग है यदि आप इसका ध्यान से आश्रय के पैमाने पर आकलन करते हैं यह ASHRAE पैमाने पर टीएसवी है और इन दोनों हाउसिंग कॉलोनियों के बीच प्रतिक्रियाएं कमोबेश एक जैसी हैं जबकि यदि आप उन्हें बेडफोर्ड पैमाने पर पूछते हैं कि आप कितना आरामदायक महसूस कर रहे हैं इस विशेष स्थान में स्थित लोगों की आराम की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव होता है यह गर्मी की असुविधा है तो यह दूसरी तरफ गर्मी की असुविधा है जितनी अधिक संख्या उतने अधिक लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं 31 डिग्री का तापमान लेते है यह एक शांत वातावरण में स्थित है लोगों के पास अपनी खिड़कियों का उपयोग करने की आजादी थी बालकनियां व खिड़कियां खोल सकते हैं जिन लोगों को अपनी बालकनियां व खिड़कियां बंद रखनी थी उनकी तुलना में बेहतर वेंटिलेशन प्राप्त कर सकते हैं उसी 31 डिग्री के तापमान में लगभग दोगुना लोगों के प्रतिशत ने कहा कि वे कष्टदायक महसूस कर रहे थे या वे अधिक ऊष्मा के कारण असहज महसूस कर रहे थे इस कॉलोनी की तुलना में यह लगभग सभी तापमानों पर हुआ इसलिए एक डिजाइनर के रूप में इसका मतलब है कि आपके लिए माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो क्लाइमेट को सेट करना बहुत महत्वपूर्ण है केवल परिवेशी प्रदूषण ही एक प्रमुख चीज है विशेष रूप से अपार्टमेंट में दृश्य गोपनीयता भी प्रमुख चीज है जब आपके पास दो एक दूसरे को देखते हुए सटे हुए ब्लॉक होते हैं तो लोग खिड़कियों को नहीं खोलते हैं यह वेंटिलेशन को प्रभावित करता है और यह थर्मल ऐडप्टेशन को प्रभावित करता है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग अधिक उष्मीय असहजता व्यक्त करेंगे और इससे यांत्रिक प्रणालियों के संदर्भ में अधिक ऊर्जा का उपयोग होगा आइए हम कुछ अडैप्टिव थर्मल मॉडल पर एक नज़र डालें बहुत सारे अध्ययन हैं और प्रत्येक अध्ययन एक अलग स्तिथि के बारे में रिपोर्ट कर रहा है यह लगभग एक जैसे ही है लेकिन तापमानआर्द्रता की स्थिति या पर्यावरणीय स्थिति की एक अलग रेंज जिन्हें लोग अपनाने में सक्षम हैं एक मानक संदर्भ आश्रय मानक मॉडल है जहां कंफर्ट का तापमान है Tcomf033∙Tom178 जहां कंफर्ट तापमान या Tcomf इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं 033 गुणा Tom om मासिक बाहरी औसत तापमान है 1 महीने के लिए आप बाहर का औसत तापमान लेते हैं 033 गुणा Tom में 178 जोड़ देते हैं यह मानक संदर्भ है लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में और दुनिया भर में बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं यह पूरी सूची नहीं है और भी अध्ययन हो रहे हैं और यदि आप देखते हैं तो यह कमोबेश हर एक में 03 015 या ग्लोब तापमान के 02 के करीब है इनमें से अधिकांश अध्ययन जो मैंने इकट्ठा की है ग्लोब तापमान पर आधारित है कुछ प्लस या माइनस है कुछ भिन्नता है और न्यूट्रल तापमान भी काफी अलग है उदाहरण के लिए यदि आप नेपाल की तरह ठंडी जलवायु लेते हैं तो औसत न्यूट्रल तापमान 22 डिग्री के आसपास होता है और यदि आप एक मिश्रित जलवायु या गर्म आर्द्र जलवायु देखते हैं तो आप न्यूट्रल तापमान को 30 29 डिग्री के करीब पाते हैं तो बहुत सारे और अधिक कंफर्ट मॉडल हैं लेकिन कमोबेश वे क्षेत्र के सबूतों के आधार पर विकसित प्रतिगमन मॉडल की तरह हैं यदि आप भारत के दो शहरों की तुलना करते हैं तो मैंने आश्रय का मानक आराम मॉडल लिया है और मैंने मासिक औसत तापमान के आधार पर दो अलग अलग शहरों को प्लॉट किया है तो यह महीने है यह बाहरी हवा का तापमान है यह पतली रेखा औसत मासिक अधिकतम और औसत न्यूनतम दर्शाती है यह बिंदु औसत अधिकतम और औसत न्यूनतम को दर्शाते हैं फिर केंद्र में एक मासिक औसत है और लाल रेखा टी कॉम्फ दिखाती है जिसकी गणना इस विशेष समीकरण के आधार पर की गई है तो यह अहमदाबाद के लिए है जहाँ कंफर्ट तापमान 24 डिग्री से गर्मियों में 31 डिग्री तक बदल रहा है जबकि यदि आप बैंगलोर जैसे शहर को लेते हैं तो सर्दियों के दौरान आराम का तापमान 25 डिग्री के करीब है और गर्मियों के दौरान यह 28 डिग्री के आसपास जा सकता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इस बात को ध्यान में रखते हुए फैंगर ने अपने आराम मॉडल को संशोधित किया है या अपने स्वयं के कंफर्ट मॉडल पीएमवी पीपीडी मॉडल में कुछ जोड़ने का प्रस्ताव दिया उसने एक कारक पेश किया जिसे एक्सपेक्टेंसी फ़ैक्टर कहते है जो बस पीएमवी की वास्तविक भविष्यवाणी को कम करने के लिए है उदाहरण के लिए आपका पी एम वी 2 है जिसका मतलब है कि आप गर्म महसूस कर रहे हैं तो वह कहता है कि जिन क्षेत्र में वातानुकूलित इमारतें आम हैं आप इस वोट को उतना ही रख सकते हैं यह दो हो सकता है जबकि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कम वातानुकूलित इमारतें हैं या आप एक ऐसा स्थान लेते हैं जिसका सामाजिक आर्थिक स्तर ऐसा है कि लोग अधिक वातानुकूलर खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं तब वह कह रहा है कि पीएमवी मूल्य को 05 से कम किया जा सकता है मतलब पहले का आधा मतलब गर्म होने के बजाय यह हल्का गर्म होगा तो वही मॉडल वह कह रहा है इसका उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है हमने पीएमवी की भविष्यवाणी के साथ वास्तविक पूर्वानुमानित मॉडल की तुलना करने का प्रयास किया वही ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था हमेशा मानक पीएमवी मॉडल वास्तव से ज्यादा अनुमान लगाता है अगर असल में न्यूट्रल है तो यह हल्का गर्म बताता है यह ऊपर जाता है लेकिन 06 के महत्व से यह करीब आता है लेकिन संरेखित नहीं हो सकता है यह विशेष प्रवृत्ति रेखा एक से दूसरे स्थान पर बदलती है लेकिन भारतीय स्थिति में लगभग 05 से 06 के बीच पीएमवी वास्तविक थर्मल कंफर्ट के बहुत करीब आ जाता है मॉडल के हालिया परिवर्धन में से एक है ज्यादा नया नहीं लेकिन लगभग 6 से 8 साल पहले यह यूरोपीय कोड में भी लागू किया गया था यहाँ रनिंग औसत बाहरी तापमान की अवधारणा है दैनिक औसत या मासिक औसत तापमान मासिक औसत आउटडोर तापमान लेने के बजाय रनिंग औसत बाहरी तापमान लेते हैं जैसे आप कहते हैं कि अल्पकालिक थर्मल इतिहास जिसपर आप ध्यान दे रहे हैं पिछले 7 दिनों के औसत तापमान को लें और फिर जैसे आप एक क्षय गणना करते हैं आप कल के औसत तापमान को अधिक तवज्जो देते हैं फिर उससे पिछले दिन को थोड़ी और कम तवज्जो देते हैं और यह पिछले 7 8 दिनों के लिए चलता रहता है यह अधिक समय तक भी चल सकता है लेकिन आम तौर पर 5 से 7 दिनों का समय लिया जाता है फिर किसी विशेष दैनिक औसत के बजाय आपको रनिंग मीन तापमान मिलता है और कंफर्ट तापमान वास्तविक परिवेश औसत तापमान की तुलना में रनिंग मीन तापमान से बेहतर से सह संबंधित होता है हमने यह भी सत्यापित किया है कि वास्तविक दैनिक औसत तापमान या मासिक औसत तापमान की तुलना में रनिंग तापमान के साथ इसका बेहतर संयोग है यह बाहरी हवा का औसत तापमान है यह बाहरी हवा का रनिंग औसत तापमान है सहसंबंध बहुत करीब था अब आपके पास एक बेहतर m मूल्य था और आर वर्ग मान भी यहां थोड़ा अधिक है इसी तरह यह कंफर्ट बैंड है जो पिछले समीकरण का उपयोग करते हुए निकाला गया है यह अहमदाबाद के लिए है हल्की नीली रेखा वास्तविक प्रति घंटा तापमान भिन्नता को दर्शा रही है और नीली रेखा दैनिक औसत तापमान है लाल रेखा रनिंग औसत तापमान है यह बैंड यहां बताता है कि रनिंग औसत तापमान के आधार पर अडैप्टिव सीमा क्या है तो यह वर्ष के दौरान लगातार बदलता रहता है यह लगभग 33 डिग्री अधिकतम जाता है और सर्दियों में 20 से 23 डिग्री तक कम हो जाता है और यह बैंगलोर का है सीमा कमोबेश एक जैसी है लेकिन उतार चढ़ाव और फैलाव अलग है आपको यह सब क्यों जानना है हम इस विशेष ग्राफ के बारे में और अधिक विस्तृत रूप से आगे के मॉड्यूल में शुरू करेंगे लेकिन इस विशेष थर्मल ऐडप्टेशन का एक इमारत की वास्तविक मासिक ऊर्जा खपत पर बहुत प्रभाव पड़ता है हम उन मॉड्यूलों में ऊर्जा दक्षता के बारे में बात करेंगे जिनमें हम इन चीजों को पढ़ेंगे लेकिन इन दो मॉड्यूलों को जोड़ने के लिए उन अध्ययनों में से एक जो हमने किया था हमने पाया था कि एक ही उपयोगकर्ता समूह के लिए काफी अंतर है लोग एक जैसे घर में रह रहे हैं घर का उन्मुखीकरण एक जैसा है फर्श और डिजाइन का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है लेकिन व्यक्तिगत चरों और अडैप्टिव घटनाओं की वजह से मासिक ऊर्जा खपत में काफी अंतर है अब हम इस मॉड्यूल को यहां रोकते हैं हमने थर्मल कंफर्ट के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आयामों को देखा फिर हमने थर्मल ऐडप्टेशन और इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में बात की जो अडैप्टिव कंफर्ट सर्वेक्षण का संचालन करने के तरीके को देखते थे और आप इन मापदंडों को क्षेत्र में कैसे मापते हैं और हमने इस वीडियो में कुछ अडैप्टिव कंफर्ट मॉडल भी देखे